हम इंटरफेरेंस पर कुछ प्रयोग डेमोंस्ट्रेटे करेंगे इन एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए लाइट या वेव्स अथवा तरंगो के इंटरफेरेंस के कुछ बेसिक कांसेप्ट समझने होंगे लाइट के इंटरफेरेंस के बेसिक कांसेप्ट पर मैं कुछ लेक्चर लूंगा हम जानते हैं वेव्स का सुपरपोज़िशन वेव्स के सुपरपोज़िशन का क्या प्रिंसिपल होता है इसलिए यह आवश्यक है कि हम कुछ फेनोमेनन को समझें सुपरपोज़िशन के सिद्धांत में कहा गया है कि जब भी दो या दो से अधिक वेव्स या तरंगें एक ही समय में एक ही माध्यम से ट्रेवल करती हैं तो स्पेस के किसी भी पॉइंट पर नेट डिस्प्लेसमेंट प्रत्येक वेव के डिस्प्लेसमेंट का योग होता है यह वेव्स एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती हैं सुपरपोज़िशन का सिद्धांत कहता हैं कि अगर दो वेव्स सुपरइंपोस होती हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट केवल दोनों इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का योग अर्थात संमेशन होगा हम किसी ट्रेवल करने वाली वेव Y को x और t के फंक्शन से एक्सप्रेस करते हैं इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर एक ही मीडियम से ट्रेवल करे तो यह पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है जो x और t का फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं Asinkx माइनस ओमेगा t प्लस फाई A एम्पलीटूड है k वेव वेक्टर जो है 2 पाइ बाइ लैम्डा चूँकि यह x का फंक्शन है इसलिए x यहाँ है और माइनस ओमेगा t ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है जो है 2 पाई बाई t और फाई प्रारंभिक अर्थात इनिशियल फेज है जो x और t का फंक्शन हैं दो पेरिओडीसीटी हैं एक है स्पेस में k है 2 पाई बाई लैम्डा लैम्डा है वेव लेंग्थ इसलिए यह स्पेस में पेरिओडीसीटी है और ओमेगा है 2 पाई बाई T टाइम पीरियड इसलिए यह टाइम में पेरिओडीसीटी है अगर दो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट Y1 और Y2 है उनके सुपरपोज़िशन का रेसल्टेंट होगा Y बराबर Y1 प्लस Y2 दो वेव्स की दिशा और पेरिओडीसीटी पर निर्भर करेगा कि अलग अलग फिनामिना होंगे हम सुपरपोज़िशन के कारण होने वाले तीन अलग अलग फिनोमिना देखेंगे एक है इंटरफेरेंस इफ़ेक्ट हम देखते हैं जब समान फ्रीक्वेंसी और वेवलेंग्थ परन्तु समान या वीफिंन एम्प्लीट्यूड की दो वेव्स एक ही दिशा में ट्रेवल करे और आरंभिक फेज कांस्टेंट बनाए रखे अगर दो वेव्स इस परिस्थिति का पालन करे तब हम इंटरफेरेंस इफ़ेक्ट देखेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलैंग्थ सामान हैं kx और ओमेगा t दोनों का नेगेटिव साइन है वे एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं उनमे कांस्टेंट फेज डिफरेंस है यहाँ ये है फाई वन यहाँ है फाई टू इनका कांस्टेंट इनिशियल फेज हैं इनका एम्प्लीट्युड समान या भिन्न हो सकता हैं यहाँ मैंने लिया है A 1 और A 2 यह कोई भी रेसल्टेंट Y डिस्प्लेसमेंट हैं इसमें हम इंटरफेरेंस इफ़ेक्ट देखेंगे इस भाग की हम विस्तृत चर्चा करेंगे परन्तु उससे पहले हम देखेंगे की दूसरा कौनसा फिनामिना है जो वेव्स के सुपरपोज़िशन से होता है वो है स्टैंडिंग वेव्स का बनना जब हम देखते हैं कि ट्रैवेलिंग वेव्स एक जगह से दूसरी जगह जाती है जबकि स्टैंडिंग वेव्स एक ही जगह पर वाइब्रेशन करती प्रतीत होती है यहाँ स्टैंडिंग वेव है और यहाँ ट्रैवेलिंग वेव अब समान फ्रीक्वेंसी और वेवलेंग्थ की दो वेव्स विपरीत दिशा में ट्रेवल कर रही हैं इंटरफेरेंस के केस में ये एक ही दिशा में ट्रेवल करती हैं अब इस केस में ये विपरीत दिशा में ट्रेवल कर रही हैं इंटरफेरेंस के केस में दो एम्प्लीट्यूड हैं ये भिन्न होते है या लगभग समान भी हो सकते हैं परन्तु समान होना आवश्यक नहीं परन्तु इस केस में ये अवश्य समान एम्प्लीट्यूड के होंगे और विपरीत दिशा में ट्रेवल करेंगे इस परिस्थिति में ये दोनों वेव्स सुपरपोज़िशन से स्टैंडिंग वेव्स बनाएंगी इस केस में सुपरपोज़िशन का रेसल्टेंट Y x के फंक्शन के रूप में Asinkx माइनस ओमेगा टी प्लस Asinkx प्लस ओमेगा टी ये विपरीत दिशा में मूव कर रहे है इंटरफेरेंस के केस में इनका साइन समान था अब ये भिन्न हैं अब साइन यहाँ से भिन्न हैं sinA प्लस sinB इसलिए 2sinAB बाई 2 cos बाई 2 इस प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आपको मालुम हैं वहाँ से आपको मिलेगा 2AsinkxCos ओमेगा टी यहाँ हम देखते हैं स्पेस पार्ट और टाइम पार्ट अब ये सेपरेट हैं ये दोनों टर्म अब अलग अलग हैं यहाँ हम देख सकते हैं ये पार्ट Asin omega t बाई Acos omega t यह साधारणतः ओसिलेशन की इक्वेशन है कुछ है जो यहाँ से वहाँ ऑसिलेट कर रहा है तो ये अब ट्रैवेलिंग वेव नहीं है यह बस इस एम्प्लीट्युड का औसिलेशन है यह एक ही स्थान पर ओसिलेट कर रहा है परन्तु यहाँ ओसिलेट क्या कर रहा है तो यह पार्ट समय के साथ एक ही स्थान पर ओसिलेट कर रहा है यह पैटर्न है इस एम्प्लीट्युड का यह एम्प्लीट्यूड sinkx की फॉर्म का है पूर्ण रूप में यह एम्प्लीट्यूड है यह पार्ट ओसिलेट कर रहा है यह ऐसा दिख रहा है कि यह पॉइंट कभी नहीं हिलेगा नहीं ऑसिलेट करेगा और यह पॉइंट सदा ऑसिलेट करेगा अधिकतम एम्प्लीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट के साथ यह पॉइंट जहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा यह पॉइंट नोड कहलाता है और यह पॉइंट जहाँ अधिकतम डिस्प्लेसमेंट होता हैयह एंटी नोड कहलाता है ये स्टैटिक हैं स्थिर हैं यह स्टैंडिंग वेव का कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमे हम देखते है नोड और एंटी नोड और तीसरा है बीट जिसे हम जानते हैं यह दो वेव्स का सुपरपोज़िशन है यहाँ एक और फेनोमेनन हैं जिसे कहते हैं बीट ये तब होता है जब दो वेव्स भिन्न फ्रीक्वेंसी और वेव लेंग्थ परन्तु समान एम्प्लीट्यूड और वेलोसिटी के साथ एक ही मीडियम में और एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं परन्तु यहाँ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंग्थ भिन्न हैं और दूसरा पार्ट समान है एम्प्लीट्यूड समान है और एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं केवल स्टैंडिंग वेव्स के केस में ये विपरीत दिशा में ट्रेवल करती हैं दूसरे दो केस में ये समान डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं इस स्थिति में अगर ये सुपरपोज़िशन करती हैं तो रेसल्टेंट Y होगा Y 1 प्लस Y 2 जो होगा Asink 1 x प्लस ओमेगा 1 t प्लस Asink2x माइनस ओमेगा 2 t यहाँ ये इनिशियल फेज है जिसको लिया है जीरो अगर समान दिशा में ट्रेवल करे आपको मिलेगा 2sink1 k22 ओमेगा 1 ओमेगा 22 यह साइन पार्ट है और cos पार्ट होगा 2cos2 ओमेगा 1 ओमेगा 22 जब हम वेव को डेस्क्राइब करते हैं तो आप जानते हैं एक टाइम में हम x और t दोनों को नहीं देखते साधारणतः हम देखते हैं एक पर्टिकुलर x पर क्या हो रहा है टाइम t के साथ फिर हम देखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम t पर क्या हो रहा है पोजीशन x पर दोनों केस में आप ओसिलेटिंग पैटर्न वेव पैटर्न देखेंगे यहाँ भी हम फ्रीक्वेंसी पार्ट पर देखेंगे अगर हम फ्रीक्वेंसी पार्ट देखेंगे यहाँ 2A होगा x और t ये सेपरेट नहीं किये हैं यहाँ आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं परन्तु दो रेसल्टेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 जैसे कि दो वेव्स की एवरेज फ्रीक्वेंसी हो दो वेव्स की भिन्न फ्रीक्वेंसी यहाँ दो वेव्स की भिन्न फ्रीक्वेंसी हैं यह फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हैं मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी और यह हायर फ्रीक्वेंसी अगर आप इनको प्लॉट करेंगे या फिर आप स्पेस और टाइम के रेस्पेक्ट में कंसीडर कर सकते हैं तो यह हायर फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट इस प्रकार ओसिलेट कर रहा है इसका एम्प्लीट्यूड कांस्टेंट नहीं है एम्प्लीट्यूड का वेरिएशन यह एक और पेरिओडीसीटी को फॉलो कर रहा है जो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 होगा यहाँ आपको दो फ्रीक्वेंसी मिल रही हैं एक हायर फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रही है और इसका एम्प्लीट्यूड वैरी कर रहा है यह एक एन्वॉलप है और इस एन्वॉलप की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 हैं आप देख रहे हैं कि यह एम्प्लीट्यूड ज़्यादा है यहाँ कम है या जीरो है जैसे कि साउंड के केस में होता है जब इस प्रकार की वेव्स की पापुलेशन अचानक और पेरिओडिकली आती हैं आप कुछ सुनेंगे एक ऊँची आवाज या हाई इंटेंसिटी की आवाज एम्प्लीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी होती है यह बिट्स कहलाती है एक पीरियड के साथ हमें मिलती है हाई इंटेंसिटी या हाई साउंड अगर आप इन्हें काउंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं तो यह नंबर ऑफ़ बिट्स प्रति सेकंड होगा बिट्स हम कहते है बिट्स प्रति सेकंड यह ओमेगा की वैल्यू या फ्रीक्वेंसी होगी फ्रीक्वेंसी दो वेव्स की फ्रीक्वेंसीज़ का डिफरेंस f 1 माइनस f 2 यह बेसिकली नंबर ऑफ़ बिट्स है चूँकि ओमेगा 2 पाई f के बराबर होता है तो ओमेगा 1 होगा f 1 और ओमेगा 2 होगा f 2 और इनका डिफरेंस बीट कहलायेगा आप इन्हे काउंट कर सकते हैं आप इन्हें यही से काउंट कर सकते है यह फेनोमेनन है जो कहलाता है बिट और ये दो या दो से अधिक वेव्स के कुछ कंडीशंस में सुपरपोज़िशन के कारण होता है ये तीन फिनोमेना इनको हमने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया क्युकि हम इंटरफेरेंस में इंटरेस्टेड हैं अब हम इंटेफेरेंस इफ़ेक्ट को डिस्कस करेंगे चलो वापस हम इंटरफेरेंस पर चलते हैं वहाँ हमने देखा Y 1 बराबर A sin k x माइनस ओमेगा t प्लस फाई 1 और Y 2 बराबर A sin k x माइनस ओमेगा t प्लस फाई 2 है इन दोनों ट्रैवेलिंग वेव्स का सुपरपोज़िशन हमें देगा 2 A sin k x माइनस ओमेगा t प्लस फाई 1 प्लस फाई 2 बाई 2 तो यह sin A B2 हो गया cos 2 की वैल्यू cos फाई 1 माइनस फाई 2 2 है यहाँ से हमें दो टर्म मिलेंगी दूसरी टर्म यह है यह है cos फाई 1 माइनस फाई 2 बाई 2 है यहाँ कोई x और t की टर्म्स नहीं हैं यह हम एम्प्लीट्यूड sinkx माइनस ओमेगा t प्लस फाई के रूप में ले सकते हैं तो यह एक फेज है फिर से यह एक ट्रैवेलिंग वेव है परन्तु इसका एम्प्लीट्यूड यह है आप देख सकते हैं इस प्रकार के सुपरपोज़िशन के कारण एम्प्लीट्यूड पार्ट दो वेव्स के फेज डिफरेन्स पर निर्भर करता है एम्प्लीट्यूड दो वेव्स में फेज डिफरेंस से बहुत सेंसिटिव हैं इसलिए यह बहुत रोचक है इंटरेस्टिंग हैं और इस टर्म से हमें इंटरफेरेंस सीक्वेंस प्राप्त होती है अगर ये इंटेंसिटी पार्ट है तो हमें इंटेंसिटी मिलेगी जो कि एम्प्लीट्यूड का स्क्वायर है एम्प्लीट्यूड आप लिख सकते हैं 2 A cos फाई यहाँ फाई फाई 1 माइनस फाई 2 बाई 2 के बराबर है तो हमने दो वेव्स के फेज डिफरेंस को फाई माना है जो भी हमने माना है या यह उसका आधा है परन्तु साधारणतः हमने दो वेव्स के फेज डिफरेंस को फाई माना हैं इस एम्प्लीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी होगी जो कि 4A स्क्वायर cos स्क्वायर फाई होगी ये एम्पलीटूड स्क्वायरड है और दूसरा है एम्प्लीट्यूड A ये डिफाइन किए जा सकते हैं सिम्पलिसिटी के लिए ये समान हो सकते हैं या फिर ये भिन्न भी हो सकते हैं अगर आप इन्हें एक एक करके जोड़ते है तो आपको मिलेगा 2A स्क्वायर जबकि इन दोनों के सुपरपोज़िशन के कारण यह इंटेंसिटी नहीं होगी इनका फेज पार्ट बहुत आवश्यक है इंटेंसिटी है 4A स्क्वायर cos स्क्वायर फाई इस टाइप की वेव्स के सुपरपोज़िशन के कारण कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हुवे इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा हमें मिलेगा कि वेरिएशन ऑफ़ इंटेंसिटी फाई का फंक्शन होगा इसलिए यह cos स्क्वायर फाई को फॉलो करेगा इंटेंसिटी I का वेरिएशन यह अधिकतम होगी फाई जीरो पर जो कि cos स्क्वायर फाई की वैल्यू देगा तो अधिकतम इंटेंसिटी होगी 4A स्क्वायर इसकी न्यूनतम वैल्यू होगी जब फाई जीरो डिग्री होगा और यह जीरो होगा यह फिर से जीरो होगा जब फाई फेज डिफरेंस पाई होगा तब आपको मिलेगा माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर होगा प्लस 1 cos फंक्शन की वैल्यू कुछ भी हो प्लस या माइनस दोनों साइड इस केस में एक साइड है इंटेंसिटी का वेरिएशन इस प्रकार होगा वे बराबर दूरी पर होंगे जीरो इंटेंसिटी और इंटेंसिटी का इस प्रकार का पैटर्न जो हम देखते हैं ये इंटरफेरेंस फ्रिंज कहलाता है हम पाएंगे बी डार्क बी डार्क इस तरह का इंटेंसिटी वेरिएशन है अगर यह लाइट हैं तो दूसरी वेव के लिए भी ये लाइट होगा हम लाइट की इंटेंसिटी वेरिएशन विज़िबल लाइट के साथ भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं यहाँ एक आवश्यक फैक्ट हैं सच्चाई है वो फैक्ट क्या है यह फेज पर निर्भर करता है हाँ यस फेज पर डिपेंड करता है और ये डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए प्रत्येक समय यह कांस्टेंट होना चाहिए ये फाई टाइम या स्पेस का फंक्शन नहीं होना चाहिए यह एक पर्टिकुलर टाइम या स्पेस फेज डिफरेंस कुछ भी हो यह कांस्टेंट रहेगा तो फेज एक जगह पर नहीं बदलेगा जैसे की शुरू के पॉइंट पर इन दोनों के बीच फेज कितना भी हो हर समय उस जगह पर ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा अब जब ये मूव करेंगे जब ये दूसरे पॉइंट पर पहुंचेंगे उनका फेज डिफरेंस भी अलग होगा लेकिन इस पॉइंट पर यह टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा और यह हर समय टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा भिन्न भिन्न जगह पर अलग अलग फेज पर अगर ये दो वेव्स पहुंचेंगी तो इन दोनों का फेज डिफरेंस दूसरे से अलग होगा परन्तु उस जगह भी फेज डिफरेंस टाइम पर निर्भर नहीं करेगा अगर यह आवश्यक स्थिति है देखने के लिए इस प्रकार की कंट्रास्ट की ब्राइटनेस देखने के लिए यह इंटरफेरेंस फ्रिंज कहलाती है और इसे देखने के लिए यह स्तिथि बहुत आवश्यक है यह टाइम पर डिपेंड नहीं करती यह एक फेज से दूसरे फेज पर वैरी कर सकती हैं यानि बदल सकती है परन्तु उन प्लेसेस पर समय के साथ यह कांस्टेंट रहेगी मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ अगर आप देखें कि दो सोर्सेस जो दो वेव्स जेनेरेट करते हैं ये ट्रैवेलिंग वेव्स हैं उनका टाइम पीरियड समान है स्पेस पीरियड अर्थात वेवलेंथ समान हैं और एम्प्लीट्यूड भी समान लिया है परन्तु यह थोड़ा भिन्न भी हो सकते हैं और उनके फेज यहाँ ये इनिशियल फेज इस पॉइंट पर फाई 1 मान लेते हैं और इस पॉइंट पर फाई 2 मान लिया ये सोर्स प्रकाश या लाइट अलग अलग दिशा में एमिट करते हैं डायरेक्शन कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी वेवलेंथ समान रहेगी और इस पॉइंट पर इसका फेज सभी समय के लिए यह समान रहेगा और वह फाई 1 और यहाँ फाई 2 होगा और यह दो वेव्स इस प्रकार आ रही हैं जब वे यहाँ पहुंचेंगी यह स्क्रीन है जब ये यहां पहुंचेंगी यहां उनका फेज यहां फाई 1 है वहाँ कुछ भी फेज रहा हो यह फाई 1 रहेगा और यहाँ फेज फाई 2 रहेगा ये दो वेव्स पैरेलल हैं समान वेवलेंग्थ हैं और उनका फेज यह सब जगह ये वेव फ्रंट हैं वेव फ्रंट पर फेज कांस्टेंट या समान रहेगा यहाँ क्या होगा कि यहाँ ये दो लाइट इंटरफेयर नहीं करेंगी क्यूंकि यहाँ इनका कोई सुपरपोज़िशन नहीं हो रहा अब यहाँ यह वेव एक और वेव इस तरफ मैंने ड्रॉ नहीं की है परन्तु आप मान सकते हैं सोर्स से एक और वेव यहाँ पहुँचती है इस पॉइंट पर यहाँ इन दोनों का सुपरपोज़िशन होगा ये समान दिशा में मूव कर रही हैं आप ऐसा कह सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लीजिए विपरीत दिशा में नहीं यहाँ इसका फेज फाई 1 है और दूसरी का फेज यहाँ फाई 2 था अब यहाँ ये होगा फाई 2 प्लस 2 पाई बाई लैम्डा S2P S2P क्या है ये वाली वेव दूसरी की तुलना में एडिशनल पाथ ट्रेवल कर रही है जब वे समान रास्ता या पाथ ट्रेवल करते हैं उनका फेज इंटेक्ट रहेगा समान रहेगा परन्तु इस पार्ट पर अगर आप नार्मल ड्रॉ करते हो इस तरफ इन दोनों वेव्स का पाथ समान है परन्तु ये पाथ S2P एडिशनल है इस पाथ के लिए फेज होगा 2 पाई बाई लैम्डा गुणा ये पाथ जब ये यहाँ होगा कुछ भी फाई 2 हो वहाँ एडिशनल पाथ के कारण ये टर्म जमा एड हो जाएगी यहाँ इस पॉइंट पर इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई 1 माइनस फाई 2 नहीं है यह भिन्न है फाई 2 माइनस फाई 1 यह इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है एडिशनल फेज डिफरेंस आ गया है अगर आप भिन्न भिन्न पॉइंट कंसीडर करते हो यह फेज डीफ्रेरेन्स भिन्न होगा परन्तु इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा जबकि फेज डिफरेंस वहाँ की तुलना में भिन्न है परन्तु यहाँ दूसरे पॉइंट पर दूसरे स्थान पर फेज डिफरेंस समय पर निर्भर नहीं रहेगा यह कांस्टेंट रहेगा फेज डिफरेंस स्थान के साथ बदलेगा या वैरी करेगा परन्तु प्रत्येक स्थान पर सब समय यह कांस्टेंट रहेगा तो यह स्थिति या कंडीशन है यदि दो सोर्स दो वेव्स इस कंडीशन को मानती हैं या फॉलो करती हैं तब हम इन दो सोर्सेज को कोहेरेंट कहेंगे यह कोहेरेंट की परिभाषा है कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहे इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहेगा परन्तु दूसरे पॉइंट पर भी इन दोनों वेव्स के बीच यह फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहेगा समय पर निर्भर नहीं करेगा परन्तु ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बदलेगा या वैरी करेगा और यह वेरिएशन स्पेस में प्रकाश के ब्राइटनेस में वेरिएशन देगा तो यह और कुछ नहीं बल्कि एन्ड डेप्थ पैटर्न है जो समय पर निर्भर नहीं करेगा और इसको हम इंटरफेरेंस फ्रिंज कहते हैं और इस प्रकार एक स्पेस में इंटरफेरेंस फ्रिंज बन जाती है जो कि समय पर निर्भर नहीं करती यह आपको केवल तभी मिलेगी जब ये दो सोर्स कोहेरेंट होंगे और यह कोहेरेंट की कंडीशन है अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया अब ये फेज डिफरेंस जब ये दो कोहेरेंट सोर्सेज ये दो वेव्स मिलती हैं तो प्रकाश की तीव्रता या ब्राइटनेस बनती है आपको ये पता लगाना है कि लाइट की ब्राइटनेस फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस पर डिपेंड या निर्भर करती है यहाँ फेज डिफरेंस है फाई बराबर फाई 2 प्लस 2 पाई बाई लैम्डा S 2 P माइनस फाई 1 तो यहाँ है cos स्क्वायर फाई अब अगर cos स्क्वायर फाई जीरो होगा या वन होगा जब cos स्क्वायर फाई जीरो होगा तो इस फेज डिफरेंस के कारण हमें डार्क इंटेंसिटी मिलेगी और दूसरे केस में जब वन होगी तो एक्सट्रीम इंटेंसिटी होगी B जब cos टर्म जीरो होगी तो फाई होगा 2n प्लस वन पाई बाई 2 ओके फेज डिफरेंस ओड मल्टीप्ल है पाई बाई 2 का और यह इवन मल्टीप्ल है पाई बाई 2 का या सिंपल n पाई होगा n की वैल्यू होगी जीरो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 दोनों केस में इस कंडीशन में हमें मिलेगा डार्क और इस कंडीशन के लिए हमे मिलेगी B यह फेज निर्भर करेगा पोजीशन पर अगर ये दोनों वेव्स यहाँ आती हैं या मध्य पॉइंट पर आती हैं तो पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस समान रहेगा हमें यहाँ मिलेगा कि फाई बराबर होगा जीरो पाथ डिफरेंस के फाई बराबर जीरो का मतलब एक अधिकतम इंटेंसिटी होगी फिर यह इसे फॉलो करते हुए वैरी करेगा हमें मिलेगा डार्क B इस तरफ और सिमिट्री में दूसरी ओर भी ये ऑर्डर ऑफ़ इंटरफेरेंस कहलाते हैं आपको ऊपर मिलेगा और नीचे भी यह पाथ डिफरेंस p हम कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा मैंने बताया सीधे एक नार्मल खींचो अगर ये एंगल थीटा हम मान सकते हैं कंसीडर कर सकते हैं अगर दो सोर्सेज के मध्य से एक लाइन खेचे ये दोनों एंगल्स समान होंगे अगर इस मध्य पॉइंट से दुरी अगर x है और सोर्स एवं स्क्रीन की दूरी अगर D है तो x बाई D जो की टेन थीटा है और sin थीटा होगा S 2 प बाई छोटा d ये छोटा d दो सोर्सेज के बीच की दूरी है छोटे थीटा वैल्यू पर आप लिख सकते हैं sin थीटा ये अप्प्रोक्सिमेशन हमें लेना होगा यह इस के बराबर होगा S 2 P होगा x d बाई कैपिटल डी यह पाथ डिफरेंस स्क्रीन के मध्य पॉइंट से दूरी पर निर्भर करेगा जिसपर आप x ले रहे हैं और d है दो कोहेरेंट सोर्सेज के बीच की दूरी और कैपिटल D सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी है ये कंडीशंस हैं ये पाथ डिफरेंस तो पाथ डिफरेंस एक्चुअल में डिपेंड करेगा x पर अगर ये दो कांस्टेंट रहते हैं इस लिए स्क्रीन पर x वैरी कर रहा है बदल रहा है और ये फाई 1 और फाई 2 सब समय कांस्टेंट रहेंगे ये ब्राइट और डार्क ये इस S 2 P पर निर्भर करेंगे मतलब x पर स्क्रीन पर हम इंटेंसिटी का वेरिएशन देखेंगे डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट पैटर्न हमें मिलेगा ये बहुत उपयोगी है और इंटरफेरेंस का डेरिवेशन हम बहुत जगह उपयोग करेंगे मैं यहाँ रुकता हूँ मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूँगा धन्यवाद्